डेटाबेस मैनेजमेंट 40 में आपका स्वागत है यह पाठ्यक्रम संक्षेप के लिए है यह पाठ्यक्रम का अंतिम मॉड्यूल है इसलिए मैं बस एक त्वरित पुनरावृत्ति करने के साथ शुरू करूँगा जो हमने कवर किया था और जो हमने अपेक्षित रूप से सीखा था सप्ताह 1 में हमने मुख्य रूप से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल मॉडल से परिचय की बात की जो एक डेटाबेस सिस्टम की नींव है सप्ताह 2 में हमने एक परिचयात्मक स्तर पर क्वेरी का पहला प्रमुख पहलू है जो एक छात्र को मास्टर होना चाहिए सप्ताह 3 में हमने एडवांस्ड एसक्यूएल से मॉडलिंग के पहलुओं को किया अगले हफ्ते में हमने डिज़ाइन मुद्दे किए जो वास्तव में शामिल थे और संभवतः क्वेरी कोडिंग लिखने में सक्षम होना था तो यह निर्भरता बिताया है हमने एप्लिकेशन डिज़ाइन किया जाएगा अगले सप्ताह में सप्ताह 6 में हमने एक्सेस के बारे में चर्चा की सप्ताह 7 में हमने डेटाबेस सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ट्रांज़ैक्शन कैसे बनाया जाए इसलिए हम ट्रांज़ैक्शन प्रोटोकॉल जैसे सरल प्रोटोकॉल इसे कैसे संभाल सकते हैं और चालू सप्ताह में हमने रिकवरी पर छुआ है यह सीमित टाइम में है और सीमित संख्या में असाइनमेंट के साथ है तो आपको बस पहले स्तर का विचार मिलेगा यह आपको वास्तव में डेटाबेस सिस्टम का विशेषज्ञ बनाने के लिए नहीं है लेकिन यह निश्चित रूप से आपको डेटाबेस मैनेजमेंट कार्यक्रमों के संदर्भ में अच्छी तरह से शुरू करेगा आप के संदर्भ में बाद में उन्नत पाठ्यक्रम ले रहे हैं या वास्तव में विभिन्न डेटाबेस क्षेत्र में एक नौकरी लेने के संदर्भ में तो यह देखते हुए कि इस वर्तमान मॉड्यूल में मैं पाठ्यपुस्तक से परे कुछ चीजों के बारे में चर्चा करूंगा डेटाबेस आरडीबीएमएस के बहुत सारे आधार आप देखेंगे इसलिए मैं केवल सामान्य RDBMS सिस्टम के संदर्भ में एक त्वरित नज़र डालूंगा और फोरम थे मैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस प्रणालियों के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा जो हमारे द्वारा यहां किए गए पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था लेकिन बस एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करेगा और फिर अंत में मैं आपसे यह निष्कर्ष निकालना चाहूंगा कि आप से आगे का रास्ता क्या होना चाहिए जो आपको एक तरह की स्किल प्रोफाइल मैट्रिक्स लेनी चाहिए जो आप के लिए काम करने पर लग सकता है इसलिए सामान्य डेटाबेस से शुरू होकर कई रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम हैं तो इस स्लाइड में आप मूल रूप से संक्षिप्त करते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के विभिन्न पहलू क्या हैं जिनकी आप अभी तक चर्चा कर रहे हैं तो यह केवल उसी का एक सारांश है अब ये सामान्य डेटाबेस सिस्टम हैं इसलिए मैंने उनको चुना है जो सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं सबसे आसानी से सुलभ हैं और बड़ी कंपनियों का उपयोग करते हैं बड़े डेटाबेस उन पर मौजूद हैं तो मुख्य रूप से 2 वर्गीकरण हैं एक डेटाबेस सिस्टम का एक सेट है जो कमर्शियल के कुछ समूह को जानते हैं इसलिए यदि आप एक ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो इनमें से किसी भी डेटाबेस सॉफ़्टवेयर को सब्सक्राइब पर हैं तो उनमें से सबसे प्रमुख है PostgreSQL जो कि पोस्टग्रेज ग्लोबल डेवलपमेंट ग्रुप से है इसलिए ये गैर कमर्शियल कहा जाता है लेकिन अब इसे ओरेकल कॉर्पोरेशन द्वारा अधिग्रहित किया जाता है लेकिन इसके बाद भी आपको इसके लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है तो ये मुख्य रूप से देखने के लिए डेटाबेस और सिस्टम हैं और इसके अलावा कुछ अन्य डेटाबेस सिस्टम हैं जो रिलेशनल फीचर्स के शीर्ष पर कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स का उपयोग करते हैं तो यदि आप इन के माध्यम से देखते हैं तो ज्यादातर मामलों में आप SQL के प्रकार की सकल कार्यक्षमता के संदर्भ में पाएंगे जो आप लिख सकते हैं SQL का एक बड़ा सबसेट जो आप इन डेटाबेस सिस्टम के माध्यम से बनाए गए डेटाबेस पर लिख सकते हैं एक ही होगा इसलिए आपने यहां जो कुछ भी सीखा है वह इस बात पर लागू होगा कि आप इन डेटाबेसों में से किस डेटाबेस सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से ऐसी बारीकियां हैं जो उनके बीच भिन्न होंगी इसलिए अगली स्लाइड्स में मेरे पास प्रत्येक एक स्लाइड पर है मैंने विशेष डेटाबेस सिस्टम के बारे में एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी है ताकि आप जान सकें कि आप कितने स्थिर हैं कितने पुराने हैं या आप जानते हैं कि उदाहरण के लिए उस डेटाबेस सिस्टम की बुनियादी बारीकियां क्या हैं ओरेकल 77 में शुरू हुआ तो आप कह सकते हैं यह एक 43 साल पुराना डेटाबेस सिस्टम है नवीनतम संस्करण 19 C है और ये अलग अलग समर्थन हैं जो इसके पास हैं Sybase भी 1987 में शुरू हुआ इसलिए यह लगभग 33 साल है लेकिन यह कम है कि आप अभी कम जीवंत जानते हैं आखिरी स्थिर 2014 में लगभग साढ़े 4 या 5 साल पहले और इसके बाद हुआ लेकिन Sybase एक है एपीआई के माध्यम से प्रोग्रामिंग के लिए एक बहुत अच्छा डेटाबेस सिस्टम रहा है और इसके लिए वास्तव में अच्छा समर्थन है DB 2 भी एक बहुत पुराना संभवत सबसे पुराना जीवित डेटाबेस सिस्टम है जो 1970 में शुरू हुआ था इसलिए जब लगभग Boyce Codd Normal Form के E F Codd ने आईबीएम से डेटा मैनीपुलेशन योजनाओं को प्रकाशित किया तो यह भी एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है आखिरी रिलीज 2016 Microsoft ने 1989 में डेटाबेस सिस्टम शुरू किया था पिछले साल आखिरी रिलीज़ हुई थी और इसका उपयोग बहुत व्यापक रूप से किया जाता है यदि आप विशेष रूप से विंडोज़ सिस्टम पर हैं तो यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय में से एक है टेराडाटा अपेक्षाकृत नया है यह 1984 में जारी किया गया था और यह है लेकिन यह वह जगह है जहां बहुत सारे नए डेवलपमेंट एक Teradata 15 है और मुफ्त या खुले स्रोत के संदर्भ में जीपीएल 1988 में शुरू हुआ 32 साल पहले और जैसा कि मैंने कहा यह इस साल की आधी भी रिलीज़ है तो यह एक बहुत जीवंत प्रणाली है MySQL संभवतः मुक्त समुदाय के बीच ओपन सोर्स कम्युनिटी रिलीज 1995 में हुई थी हालिया रिलीज इस साल हुई तो ये सामान्य डेटाबेस सिस्टम हैं जिसके आप पार आएंगे तो मेरा मतलब है कि जिस आर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं उसे पहले यह पता करें कि यह कौन सा डेटाबेस सिस्टम उपयोग करता है और फिर उस विशिष्ट और विशिष्ट सुविधाओं के लिए विशिष्ट मैनुअल देखें इन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के अलावा कुछ डेटाबेस सिस्टम भी हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड धारणाओं का उपयोग करते हैं इसलिए यदि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को देखना चाहेंगे इसलिए रिलेशनल डेटाबेस के शीर्ष पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रकार की परत बनाने या उस तरह से चीजों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है निष्पक्षतावाद डीबीओ 2 के रूप में लोकप्रिय नहीं रहा है इसलिए यदि आप उनमें से किसी एक का उपयोग करने के लिए होते हैं तो आपको सतर्क होना चाहिए कि आप जानते हैं कि आप वास्तव में जानते हैं कि आप इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं और आप इसके संदर्भ में एक लंबा रास्ता तय कर पाएंगे अब जब आप एक विशेष प्रणाली में आते हैं जिसे आपकी कंपनी या आपके विश्वविद्यालय को उपयोग करने की आवश्यकता होती है और आप उसे चुनना चाहते हैं तो उस प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को देखना अच्छा रहेगा ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जिन पर ये डेटाबेस सिस्टम न्यूनतम से बहुत हद तक अलग अलग हैं इस बात के संदर्भ में कि यह किस ऑपरेटिंग सिस्टम का समर्थन करता है मूलभूत सुविधाएँ क्या हैं उदाहरण के लिए सीमाएँ क्या हैं प्रत्येक डेटाबेस सेट इंडेक्स के आकार और उस के पूरे भाग के संदर्भ में कई सीमाएँ तय करता है टेबल्स में डेटा प्रकार की क्षमताओं का समर्थन है विभिन्न डेटाबेस समर्थन करते हैं हमने एसक्यूएल किस तरह के हैं सुरक्षा सुनिश्चित करने और आखिरकार आपके पास किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि हमने एप्लिकेशन डेवलपमेंट मॉड्यूल को फायर नहीं करेगा एप्लिकेशन उपयोगकर्ता को और GUI में या संभवतः एक टेक्स्ट इंटरफ़ेस करने की आवश्यकता होती है तो आपको संभवतः एक इंटरफ़ेस की आवश्यकता है जो सी इस तरह की प्रोग्रामिंग भाषा के संदर्भ में है तो आप किस तरह से जुड़ते हैं या अपनी रिलेशनल क्वेरी करते हैं जो अलग अलग डेटाबेस सिस्टम के बीच भिन्न होते हैं तो ये ऐसे पैरामीटर हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए स्लाइड्स की अगली श्रंखला में जिसके बारे में मैं नहीं जानता कि आप वास्तव में चर्चा करेंगे क्योंकि ये ज्यादा डेटा की तरह हैं लेकिन यहाँ अलग अलग पहलुओं पर एक संकलन compilation दिए जाने के बाद आप जानते हैं ये सामान्य डेटाबेस RDMS सिस्टम कैसे सहमत या भिन्न होते हैं तो यह एक स्लाइड की तरह है जो दिखाता है कि विभिन्न डेटाबेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम समर्थन support क्या हैं इसलिए यदि आप उदाहरण के लिए एंड्रॉइड पर काम कर रहे हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके पास SQL सर्वर का उपयोग करने या Oracle का उपयोग करने का विकल्प नहीं है लेकिन आप Sybase का उपयोग कर सकते हैं लेकिन आप वास्तव में Postgres और MySQL का उपयोग कर सकते हैं यदि आप इन दो कॉलम्स मुफ्त डेटाबेस सिस्टम पोस्टग्रैज और MySQL वास्तव में अच्छे विकल्प हैं ऐसी अलग अलग विशेषताएं हैं यहां मूलभूत सुविधाओं की तुलना की जाती है विभिन्न डेटाबेस सिस्टम की अलग अलग सीमाओं को यहाँ संकलित compile करें तो आप अधिकतम रो साइज के संदर्भ में देख सकते हैं कि वे कैसे भिन्न होते हैं इसलिए यदि आप इस बात का विकल्प बना रहे हैं कि मैं किस डेटाबेस का उपयोग करूंगा आप इन जानकारियों का उपयोग कर सकते हैं यह टेबल्स के बारे में बात करता है कि हम किस प्रकार के सिस्टम का उपयोग करते हैं किस प्रकार का उपयोग किया जाता है उपयोग किए जाने वाले विभिन्न डेटा प्रकार यहां दिए गए हैं इंडेक्स पर यहां चर्चा की गई है डेटाबेस की क्षमताएं यह समग्र रूप से क्या कर सकती हैं अन्य प्रकार की वस्तुएँ objects जो इसका समर्थन करती हैं विभिन्न विभाजन तंत्र एक्सेस कण्ट्रोल को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है यहाँ दिया गया है इसलिए ये अलग अलग विशेषताओं में भिन्न हैं यह पैरामीटर है यह है कि वे किस तरह तुलना करते हैं इसलिए यह आपके संदर्भ के लिए ही है यह केवल संदर्भ के लिए है यह आपके असाइनमेंट या परीक्षा के लिए नहीं है लेकिन मैं सिर्फ एक विचार रखना चाहता था कि सभी सिद्धांत और आप उस पर एक छोटे से हाथ जानते हैं जिसे आपने देखा है जब आप वास्तविक जीवन पर जाएं कि अपेक्षित चीजें क्या हैं जो अपेक्षित प्रणाली हैं इसके साथ काम करना होगा अब हम बस आगे बढ़ते हैं और हमें केवल संक्षेप में डेटाबेस सिस्टम के एक समूह के बारे में बात करते हैं जो नॉन रिलेशनल हैं और निश्चित रूप से मैं आपको चेतावनी दूंगा कि इन DBMS के लिए आधार इस पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हैं पाठ्यक्रम से परे है लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए और आज उद्योग में अक्सर जो कुछ भी हो रहा है उससे आपको जोड़े रखने के लिए इसलिए नॉन रिलेशनल के पूरे पहलू से उत्पन्न हुए हैं एक नाम के रूप में बिग डेटा नहीं संभाल सकता हूं यहां क्वेरी केवल वॉल्यूम के बारे में नहीं है वॉल्यूम केवल एक पहलू है जो वास्तव में बड़ा है तो बड़ा डेटा आमतौर पर कुछ Vs द्वारा विशेषता है तो ये कोई बहुत मानकीकृत लक्षण वर्णन नहीं हैं लेकिन ये एक बार स्वीकार किए जाते हैं तो एक वॉल्यूम बहुत बहुत बड़ी होनी चाहिए अब फिर से जो एक बहुत बड़ा है वह फिर से एक व्यक्तिपरक क्वेरी होने की आवश्यकता है लेकिन ये सभी व्यक्तिपरक हैं लेकिन यह कुछ अर्थों में एक बड़ा अस्तित्व है विभिन्न प्रकार के डेटा के विभिन्न प्रकार होने चाहिए इसलिए जो हमने रिलेशनल डेटाबेस में देखा है वह मूल रूप से आप अपने स्ट्रिंग्स लिख रहे हैं इसलिए वे फेसबुक टिप्पणियां वाक्यांश हैं और यदि मैं उस पर आधारित कुछ क्वेरी करना चाहता हूं कि भारत के कप्तान के रूप में विराट कोहली की सफलता पर कितने फेसबुक उपयोगकर्ताओं ने टिप्पणी की है अगर मैं बनाना चाहता हूं इस तरह की एक क्वेरी तो सवाल यह है कि मैं ऐसा कैसे करूं क्योंकि यह कुछ ऐसा नहीं है जहाँ आपके पास बहुत ही संरचित नहीं है जो कहती है कि अच्छा विराट कोहली के संदर्भ में मूल्यों को बहुत अच्छा रखा गया है मामूली या मामूली रूप से आप जानते हैं कप्तान भारतीय कप्तान सफल होते हैं सफल नहीं इत्यादि यह विभिन्न ग्रंथों वाक्यांशों खंडों के संदर्भ में होता है जो हम लिखते हैं तो वैरायटी एक प्रमुख मुद्दा है तो यह आपके चित्र वीडियो को शब्द दे सकता है इसलिए बिग डाटा में वह सब शामिल है तीसरा वी रियल टाइम सीमा होती है जिसके भीतर यह होना होता है इसलिए अगर मैं अगर मैं वास्तव में एक रेलवे आरक्षण करना चाहता हूं तो यह भी एक प्रकार का रियल टाइम है लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह है कि अगर मुझे एक मिनट में आरक्षण मिलता है तो यह भी ठीक है अगर यह 5 मिनट लगते हैं यह अच्छा है अगर हम 10 सेकंड में हो सकते हैं लेकिन मुझे 20 मिलीसेकंड कहने में कभी ज़रूरत नहीं है तो लेकिन जब आप रियल टाइम को पूरा करने के बारे में हो सकता है और विभिन्न प्रकार के डेटा की एक बड़े वॉल्यूम के साथ इस तरह के रियल टाइम सिस्टम यह एक बड़ी चुनौती है तो वे बिग डाटा कहा जाता है इसलिए वास्तव में इन चीजों की विशेषताएं जो मैंने रखी हैं उनके संदर्भ में बहुत सारी बहसें हैं या बहुत से लोग इन 3 को लेते हैं और कहते हैं कि ये 3 V बिग डाटा हैं वहां 3 मुख्य विशेषताएं हैं लेकिन अधिक से अधिक लोग बड़े डेटा की विशेषताओं के रूप में वैरिएबिलिटी पर भी विचार कर रहे हैं अब जैसा कि होता है यदि आप इन आवश्यकताओं को देखते हैं और आपके पास क्या है तो आपके पास रिलेशनल का उपयोग करके इन आवश्यकताओं को पूरा करना आसान नहीं है इसलिए हमें बिग डाटा डेटाबेस की आवश्यकता है वह यह है कि एक बड़ा कारण यह है कि आपको बिग डाटा की आवश्यकता है इसलिए नॉन रिलेशनल की पेशकश करते हैं स्कीमा में नहीं होता है केवल डेटा बदल सकता है लेकिन यहां स्कीमा स्वयं बदल सकती है यह अनस्ट्रक्चर्ड जैसे MongoDB जैसे HBase और इसी तरह अब फिर से नॉन रिलेशनल उन्हें कोई SQL डेटाबेस के रूप में भी जाना जाता है मैं मैं व्यक्तिगत रूप से नाम नो एसक्यूएल है लेकिन मैं इसे और अधिक पढ़ना चाहूंगा क्योंकि नो एसक्यूएल नहीं है आप केवल एसक्यूएल का उपयोग कर सकते हैं और समस्याओं को हल कर सकते हैं यहां आपको उससे परे कई अन्य चीजें करने की जरूरत है इसलिए यहां डेटा मॉडल के लचीलेपन के संबंध में रिलेशनल प्रणाली के कुछ प्रकार का उपयोग करते हैं इसलिए हो सकता है कि हमेशा सब कुछ उस तरह से कंसिस्टेंट बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है क्योंकि यह चारों ओर रहा है क्योंकि आपने इन सभी सामान्य डेटाबेस के इतिहास को थोड़ा सा देखा है यह 40 से अधिक वर्षों से है कि वे आसपास रहे हैं इसलिए वे आसानी से आईटी स्टैक में फिट हो जाते हैं जबकि नॉन रिलेशनल और इतने पर फिट बैठता है तो ये कुछ भेद हैं जो मौजूद हैं और ये विभिन्न प्रकार के नो एसक्यूएल का उपयोग करते हैं इसलिए मैं ये हूं कि यह केवल इस बारे में नहीं है कि वे क्या हैं या वे कैसे प्रतिष्ठित हैं मैं आपको केवल एक विचार देना चाहता हूं ये रिलेशनल नहीं कर सकते हैं और लेकिन उनके पास वास्तव में उन्हें लागू करने के लिए अलग अलग सिद्धांत हैं और वहां एक गहराई है इसलिए यदि आप रुचि रखते हैं तो आप विशिष्ट पाठ्यक्रम ले सकते हैं जो बिग डेटा से निपटते हैं और आगे की बड़ी चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करते हैं मैंने रिलेशनल डेटाबेस के समान भी किया है मैंने यहां इन अलग अलग नॉन नो एसक्यूएल डेटाबेस के बीच एक अस्थायी तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है जो इस संदर्भ में है कि आप उनका क्या उपयोग करते हैं या अब जब आप यह अनस्ट्रक्चर्ड भी है तो आप कैसे जानते हैं इसके साथ ही एसक्यूएल डेटा को कैसे संभालते हैं डेटाबेस क्या करते हैं इन विभिन्न नो एसक्यूएल डेटाबेस पर विशिष्ट पाठ्यक्रम लें मैं इस चर्चा को एक बहुत ही सरल स्किल जॉब प्रोफाइल मैट्रिक्स के साथ समाप्त करूँगा जो आपको कुछ विचार देगा यह आप एक निश्चित प्रकार के स्वयं मूल्यांकन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं तो मुझे इस मैट्रिक्स की स्ट्रक्चर के बारे में बताने दें जो मैंने करने की कोशिश की है वह यहां है मुझे खेद है यहाँ बाईं ओर मैंने अलग अलग विशिष्ट जॉब प्रोफाइल दिए हैं यदि आप लिंक्डइन नौकरी और इन सभी पर ध्यान देंगे तो आपको इस तरह के प्रोफाइल मिल जाएंगे तो फिर सबसे निचले स्तर पर एप्लिकेशन प्रोग्रामर होते हैं जिनके लिए आमतौर पर 0 से 4 साल का अनुभव पूछा जाता है फिर अगला स्तर ऐसा ही है यह आपके करियर की प्रगति भी है यदि आप अपने प्राथमिक नौकरी पेशे के रूप में डेटाबेस लेने के लिए चुनते हैं तो यह अगला स्तर एक सीनियर एप्लिकेशन प्रोग्रामर के आधार पर 2 से 6 साल के अनुभव की आवश्यकता होती है फिर आप डेटाबेस एनालिस्ट में हो रहा है आमतौर पर 8 से 10 साल के अनुभव की आवश्यकता होती है और उस में से कुछ इसलिए ये आपके बारे में वास्तव में हैं प्रोफाइल के बारे में जानते हैं जो ऍप्लिकेशन्स कहेंगे इसलिए यदि आप एक डेटाबेस इंजीनियर बनना चाहते हैं जो डेटाबेस सिस्टम को खुद बदल देता है या डेटाबेस सिस्टम को खुद विकसित करता है तो यह उस तरह की पृष्ठभूमि है जिसकी आपको आवश्यकता होगी एक प्रकार की वर्षों संख्या है आपको इसकी आवश्यकता होगी और निश्चित रूप से यह एक एकल ग्रिड नहीं है कई ग्रेड हैं आप जानते हैं कि यहां जूनियर और मध्य स्तर हैं और उन प्रकार और अंतिम जो अलग अलग रंग में दिखाए गए हैं प्रोफाइल जो बिग डेटा का विश्लेषण करती है और इसी तरह हम वर्तमान में हैं यह कंपनियां आमतौर पर आपके पास वास्तविक कौशल के आधार पर 0 से 6 साल के अनुभव के लिए पूछ रही हैं इस तरफ मैंने स्किल्स करने में सक्षम होना चाहिए और इसमें प्रवेश करते हैं इसलिए बहुत प्रारंभिक स्तर पर आपको अपने द्वारा सभी स्कीमा डिज़ाइन बन जाता है फिर अगला स्तर एप्लिकेशन के बारे में निर्णय लिया जाएगा इसलिए इन दोनों के बीच एक सीनियर एप्लिकेशन प्रोग्रामर के लिए कुछ ओवरलैप्स तकनीकों के आधार पर कर सकता है कि वह कितनी सक्षम है या नहीं या कुछ डेटाबेस आर्किटेक्ट हैं जिनकी आपको आवश्यकता है लेकिन एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पूरे डेटाबेस सिस्टम का संचालन कर रहे हैं तो यह सिर्फ एक डेटाबेस एप्लीकेशन नहीं है बल्कि बहुत सारे डेटाबेस और बहुत सारे उपयोगकर्ता समूह सुरक्षा नेटवर्क कनेक्टिविटी और वह सब है तो यह निश्चित रूप से बड़े अनुभव की जरूरत है आप देख सकते हैं कि अनुभव का स्तर बहुत अधिक है और कौशल सेट है यदि आप एक डेटाबेस इंजीनियर बनना चाहते हैं जो केवल आवेदन पक्ष पर ही केंद्रित नहीं है बल्कि डेटाबेस सिस्टम के आंतरिक क्षेत्रों में वास्तव में काम करने के संदर्भ में कुछ और समझ है तो आपको अच्छे ज्ञान जैसे संपूर्ण अतिरिक्त कौशल की आवश्यकता है और एल्गोरिदम आर्किटेक्ट के रूप में काम कर पाएंगे और उभरते हुए क्षेत्रों में जो बिग डेटा ये सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपको किसी भी मामले में एक अच्छा प्रोग्रामर बनना होगा मेरा मतलब है कि न केवल एक एसक्यूएल लेकिन यह है कि यह एक बहुत बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है इसलिए यदि आप डेटाबेस के अलावा थोड़ा सा भी प्राप्त कर सकते हैं तो आप जानते हैं कि उन्होंने कहा है कि डेटाबेस की मूल बातें इसके साथ ही अगर आप कुछ मूल बातें उठाते हैं या यहाँ से आप जगह में प्रवेश कर पाएंगे और यह आपको एक मेरे विचार में बहुत बहुत उज्ज्वल भविष्य अन्यथा आप एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग स्टेट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है तो यह मूल रूप से कौशल प्रोफ़ाइल मैट्रिक्स है जिसे आपने मैप किया है जो आपके पास है जिस पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं इसलिए अंत में इससे पहले कि मैं उन कंपनियों की एक झलक देखता हूं जो आरडीएमएस बैक एंड सेवाएं और इतने पर हैं तो DB एप्लीकेशन विकास मैंने लगभग 20 कंपनियों को सूचीबद्ध किया है लेकिन उनमें से लगभग 100 हैं किसी भी क्षेत्र के किसी भी बड़े आर्गेनाइजेशन के बारे में आप सोचते हैं उन्हें डेटाबेस की आवश्यकता होती है तो बीटा आधारित एप्लिकेशन प्रोग्रामर के संदर्भ में आपके पास कई प्रकार की नौकरियां उपलब्ध हैं जिन्हें आप बस हड़प सकते हैं यदि आप डेटाबेस की मूल बातें लिखने में सक्षम हैं कंपनियों का दूसरा समूह जो मैं यहां दिखाता हूं ये सिस्टम डेवलपमेंट कंपनियां हैं जो वास्तव में नए DBMS उत्पादों और उसके आसपास की सेवाओं पर काम कर रही हैं तो ये Oracle Teradata या Microsoft जैसी कंपनियाँ हैं और इसी तरह स्वाभाविक रूप से ये बड़ी कंपनियाँ हैं और आपको डेटाबेस के अलावा और अधिक कौशल की आवश्यकता है जैसे मैंने कहा कि एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग और यह सब यहाँ और यहाँ कुछ काम करने के लिए है जिन कंपनियों का मैंने उल्लेख किया है लेकिन कई अन्य हैं जो बिग डेटा स्थान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं इसलिए मैंने आपसे यह जानने की कोशिश की है कि यह बिल्कुल सटीक नहीं हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि ये सभी अलग अलग स्रोतों से एकत्र किए गए हैं लेकिन ये अलग अलग कंपनियां और नॉन रिलेशनल डेटाबेस हैं जिनके साथ वे काम कर रहे हैं इसलिए यदि आप एक निश्चित नॉन रिलेशनल डेटाबेस में कुछ कौशल उठाते हैं तो आप संबंधित कंपनियों को बेहतर या अन्य कंपनियों को लक्षित कर सकते हैं और आप यह सब देख सकते हैं आप नई पीढ़ी की कंपनियों को जानते हैं कंपनियां अगले 10 10 15 वर्षों के लिए उत्पादों के लिए काम कर रही थीं इसलिए आप सभी के लिए बहुत सारे अवसर हैं यदि आप थोड़ा कठिन तैयारी करते हैं तो आप मेरा मतलब है कि नौकरी चलेगी आपको नौकरी के बाद भागना नहीं पड़ेगा इसलिए इसके साथ मैं इस पाठ्यक्रम को एक अंतिम दो शब्दों को कहता हूं स्वच्छता शब्दों को DBMS पाठ्यपुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ें और अभ्यास हल करें इसका कोई शॉर्टकट नहीं है घोड़े को मास्टर करने का कोई अन्य तरीका नहीं है इसके अलावा आपको क्वेरी कोडिंग का अभ्यास करें हम इस पर एक ट्यूटोरियल का उपयोग करके कैसे लागू कर सकते हैं तो इसी तरह के अभ्यासों को बहुत जोर लगा कर करें डेटाबेस का ध्यान रखें अकेले डेटाबेस सिस्टम का ज्ञान एक अच्छा काम पाने के लिए अच्छा नहीं होगा एक अच्छा प्लेसमेंट प्राप्त करें इसलिए प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर में अच्छा ज्ञान विकसित करें डेटाबेस सिस्टम के आसपास ये न्यूनतम आवश्यक हैं जो वास्तव में आपको शक्तिशाली बनाएंगे और यदि आपको आवश्यकता है तो हम आपकी मदद करने के लिए हैं जब तक पाठ्यक्रम चालू है तब तक फोरम चालू रहेगा आप इससे आगे भी फोरम पर पोस्ट कर सकते हैं यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो कृपया हमसे इसके लिए पूछें और अपनी परीक्षा में अपने पाठ्यक्रम और जीवन में अपने पेशे के भविष्य के पाठ्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देते हैं